नमस्कार मैं जयंत चटर्जी हूं और हम प्रबंध सेवाओं और समकालीन मुद्दों के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले सत्र में हम विकसित सेवा बाजारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने आपके लिए ये पाँच बुलेट पॉइंट प्रस्तुत किए हैं आज के मॉड्यूल में हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और हम वैश्विक सेवा अर्थव्यवस्था के विकसित विकास को देखेंगे इसलिए मैं उल्लेख करता हूं कि सरकार की नीतियों में बदलाव हैं मीडिया के प्रति हमारे रवैये के साथ सामाजिक बदलाव हैं समय के मनोरंजन के प्रति हमारे दृष्टिकोण के संबंध में बदलाव हैं तो निजीकरण सुवाह्यता पोर्टेबिलिटी मनोरंजन की बढ़ती आवश्यकता और मांग है जिससे उत्पादों के साथ साथ सेवाओं की एक पूरी नई श्रेणी तैयार हो सके व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हैं सेवा व्यावसायिक मॉडल में सबसे अधिक क्रांतिकारी नवाचारों की शुरुआत कर रही है अपने चारों ओर देखें ये सभी आकर्षक नए ई व्यवसाय वे सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे आपके लिए समय की बचत लागत श्रम और ढेरों सेवाओं में एक मूल्य लाते हैं हम उनमें से बहुत से देखेंगे इसलिए जैसे की जब आप एक नए शहर का दौरा कर रहे हों तो एक अच्छा रेस्तरां खोजने के लिए सेवाओं की एक नई श्रेणी है परिवार के मनोरंजन के लिए बाहर जाने के लिए नए स्थानों को खोजने के लिए मनोरंजन के लिए नए मिश्रण कंपोजिट्स खोजने के लिए समाज में योगदान करने के नए तरीके खोजने के लिए यह सब अब प्रौद्योगिकी में प्रगति का उपयोग करके नए व्यापार मॉडल के निर्माण के कारण संभव है तो आप उदाहरण के लिए अपने कंप्यूटर के सामने बैठे दुनिया भर के चैरिटी के लिए योगदान कर सकते हैं आप कुछ सरल उपकरणों के कुछ सेट के साथ एक प्रयोगात्मक फिल्म निर्माता बन सकते हैं क्योंकि आपकी मूवी को संपादित करने उसे संसाधित करने उसे प्रकाशित करने के लिए वेब पर इतनी सारी सेवाएं हो सकती हैं प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित व्यवसाय मॉडल परिवर्तन के इन कंपोजिट के परिणामस्वरूप परिवर्तन भी हो रहे हैं सामाजिक परिवर्तन द्वारा संचालित दिन 1 से नया वैश्वीकरण बना रहा है आज यदि आप एक दिलचस्प 2 मिनट के ऑडियो वीडियो सामग्री का उत्पादन कर सकते हैं तो आप इसे YouTube पर प्रकाशित कर सकते हैं और यह लाखों दर्शकों तक जाएगा हमारे पास एक नया नाम वायरल हो रहा है इसलिए यह दुनिया भर में फैल जाएगा इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं वास्तव में असमिया फिल्मों का निर्माता हूं और मुझे असम से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय मंच तक जाना है आप यहां जा सकते हैं और यह जबरदस्त अवसरों के साथ साथ जबरदस्त आलोचनात्मक जटिलताएं पैदा कर रहा है और यही है इसलिए बाजार और उत्पाद श्रेणियों जैसी अवधारणाओं को देखने के हमारे तरीके को प्रभावित करने के लिए परिवर्तन की आवश्यकता है और यह सेवाओं की मांग में वृद्धि या प्रतियोगिता में वृद्धि भी करता है इसलिए आपके पास एक सेवा है जो रेस्तरां के स्थान के लिए है और अक्सर यह एक ऐसी स्थिति की ओर जाता है जहां यह सेवा सफल होती है एक नई संरचना जहां आप पांच अलग अलग रेस्तरां से भोजन ऑर्डर कर सकते हैं और उस सेवा के माध्यम से गठबंधन कर सकते हैं रेस्तरां के मालिकों के लिए एक नई तरह की प्रतियोगिता बनाना जहां कोई व्यक्ति जो आपके चैनल पार्टनर है वह भी आपका प्रतिस्पर्धी बन जाता है ये जटिलताएं हैं इसलिए नए मॉडल संरचनाओं के संदर्भ में प्रबंधन का तरीका अक्सर इसका हिस्सा होना चाहिए इसलिए बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा सिम्युलेटेड सेवा उत्पादों और वितरण प्रणाली में नवाचार एक प्रतिमान लिखने पर बनाता है और यह सभी व्यवसायों के लिए नया विश्वास पैदा कर रहा है और वह यह है कि ग्राहकों के पास बहुत अधिक विकल्प हैं और वे बहुत अधिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया विभिन्न प्रकार के ई व्यवसायों के साथ गठबंधन करता है तो दुनिया भर के विपणक आपकी मेज पर हैं एक दूसरे के साथ जमकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और इसलिए वे इस सेवा में आज की अर्थव्यवस्था के प्रभुत्व में सफल होते हैं हमें ग्राहकों के बारे में गहराई से सोचना होगा हमें ग्राहकों के संबंध में प्रतियोगियों को समझना होगा कि एक जटिल लोगों की गतिशीलता के रूप में हमें नए व्यवसाय मॉडल के बारे में सोचना होगा और इसलिए हमें व्यवसायों के बारे में एक उत्पाद सेवा प्रणाली के रूप में सोचना होगा